तो दोस्तों इस सत्र में हम गहन सोच और समस्या हल के बारे में चर्चा करेंगे यहां गहन सोच और समस्या को हल करने के बारे में और गहन सोच और समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे और आप अपनी गहन सोच और समस्या को सुलझाने में कैसे सुधार कर सकते हैं के बरेमे चर्चा करेंगे गहन सोच और समस्या को हल करना 21 वीं सदी के व्यक्तियों के लिए आवश्यक कौशल माना जाता है क्योंकि हर जगह आपको पेशेवर जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी गहन सोच और समस्याओं को सुलझाने के कौशल की आवश्यकता होती है क्रिटिकल थिंकिंग बौद्धिक अनुशासित रूप से सक्रिय और कुशलता से अवधारणा अवलोकन अनुभव प्रतिबिंब तर्क या संचार से एकत्रित जानकारी को आपके विश्वास निर्णय और कार्रवाई के रूप में एकत्रित करने विश्लेषण संश्लेषण और या मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है गहन सोच उद्देश्यपूर्ण स्व नियामक निर्णय है जिसके परिणामस्वरूप व्याख्या विश्लेषण मूल्यांकन और निष्कर्ष निकाला जाता है समालोचनात्मक सोच का अर्थ उचित निर्णय या तर्कयुक्त निर्णय लेना है और पुस्तक में आलोचनात्मक सोच के विभिन्न आवश्यक पहलू पाएंगे ये व्यक्तित्व विकार हैं गहन विचारकों को उलझन है और एक ही समय में वे खुले दिमाग उचित निष्पक्षता सम्मान सबूत और तर्क सम्मान स्पष्टत और सटीक हैं और एक ही समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोणों को देखते हैं और वे गहन सोच कार्य के लिए मापदंड लागू करते हैं इसका मतलब है कि कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए जो कि न्यायशीश से विश्वसनीय हो तर्क यह एक समर्थक सबूत और तर्क बहस के साथ एक प्रस्ताव या एक बयान है यदि पहचानने मूल्यांकन करने और निर्णय लेने के लिए तर्क की आपूर्ति के लिए आवश्यक हिस्सा है और हम अलग अलग कथनों या आंकड़ों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए तार्किक तर्क को भी लागू करते हैं और गहन विचारक वह है जो विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करता है और वह समस्या के अलग अलग दृष्टिकोणों और प्रक्रियाओं पर विचार करता है और एक सामान्य प्रक्रिया का उपयोग करता है गहन विचारक कई प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं प्रक्रियाओं में प्रश्न पूछना निर्णय करना और मान्यताओं की पहचान करना शामिल है स्मृति को रटने की तुलना में यदि प्रश्न पूछा जाए तो इसमें कम समय लगता है लेकिन जब प्रश्न को एक गहन विचार से पूछा जाता है तो इसमें समय लगता है इसलिए रॉटमेमोरी कार्यों की तुलना में गहन सोच कार्यों में अधिक समय लगता है कई अध्ययनों ने स्थापित किया है कि अधिक कुशल व्यक्ति गहन सोच का उपयोग करने में सक्षम है और अधिक से अधिक जटिल घटनाओं को समझने की क्षमता है जो महत्वपूर्ण निर्णय लें जटिल समस्याओं को हल करें और कठिन मुद्दों को हल करें अध्ययनों से पता चला है कि गहन सोच का अभ्यास उच्च स्तर की तर्क और समझ को बढ़ावा देता है गहन सोच में गहन निहितार्थ आलोचनात्मक चर्चाएँ शामिल हैं और जो व्यक्ति एक गहन विचारक है समस्या के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को देखते हुए वह निर्माण करता है वह विश्लेषण करता है और समाधान का निर्माण करता है और गहन सोच किसी समस्या को परिभाषित करने कार्यों को एक उद्देश्य की ओर ले जाने निर्णय लेने और पूर्वव्यापी मूल्यांकन का संचालन करनेमे उपयोग मे आता है मान लीजिए कि मैं आपको IIT खड़गपुर के साथ MIT मैसाचुसेट्स की वेबसाइट की तुलना करने की समस्या देता हूं तो आप क्या करेंगे आपका पहला काम जानकारी इकट्ठा करना है फिर प्रारूप सामग्री प्रयोज्य के आधार पर गठन का विश्लेषण करना है फिर बेंच मार्किंग की प्रक्रिया में आप इस बात पर राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं कि किस वेबसाइट पर कौन सी वेबसाइट बेहतर है या किस वेबसाइट की कमी है और फिर आप तर्क को लागू करके और यह सुनकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी विशेष संस्थान की वेबसाइट दूसरे से बेहतर है और गहन सोच की प्रक्रिया मे ये शामिल हैं हम सबसे पहले सूचित करते हैं कि हम जानकारी एकत्र करते हैं और विशेष मुद्दे का वर्णन करते हैं विभिन्न संभावनाओं की खोज और अन्वेषण करते है बातचीत करते है और मुद्दे के विभिन्न पहलुओं के साथ सहयोग करते है फिर हम परीक्षण और संशोधित करते हैं और अंत में एक विशेष मुद्दे पर गहन सोच के बारे मे और एकीकृत करते हैं फिर यह प्रश्न आता है कि आप एक छात्र के रूप में अपनी आलोचनात्मक सोच को कैसे बेहतर बना सकते हैं सबसे पहले यह है कि विचारों की तलाश करें चाहे वह पुराना हो या नया हो विचारों को किताबें पत्रिकाओं लेखों अध्ययन नवाचार परिवर्तन रचनात्मकता को पढ़ें और उसी समय आप दूसरों के साथ विचार मंथन करें संभावित समाधान क्या हो सकते हैं या उस विशेष मुद्दे पर संभावित निर्णय या निर्णय क्या हो सकता है दूसरों के साथ चर्चा करें जो इस मुद्दे से जुड़े हैं क्योंकि एक व्यक्ति जो समस्या का अनुभव करता है उसे उस विशेष मुद्दे पर अधिक अंतर्दृष्टि होती है उस व्यक्ति की तुलना में जो उस विशेष मुद्दे का अनुभव नहीं करता है इसी तरह कार्रवाई करें गहन सोच में दूसरों की तुलना में अलग होने की हिम्मत रखे मान्यताओं को चुनौती दें अलग रहें और एक ही समय में खुले दिमाग से रहे और लचीले बनें अपने जीवन के हर पहलू या अपनी समस्या के लिए विचार करे और हमेशा पूछते रहे कि यह कैसे बेहतर किया जा सकता है बच्चे की तरह जिज्ञासा रखे और चौकस रहें पूछते रहें कि क्यों बच्चे की आंखों के माध्यम से स्थिति को देखें अच्छे प्रश्न पूछें इस मुद्दे पर लगातार चिंतन करें कि इन मुद्दों के लिए कौन जिम्मेदार है यह समस्या कहां है समस्या क्या है इस मुद्दे की मुख्य विशेषताएं क्या हैं कौन क्या कहाँ कब क्यों कैसे विश्लेषण करने के लिए जैसे कुछ आपके सहायक हैं ताकि आप समस्या को गंभीर रूप से समझने के लिए प्रश्न पूछ सकें चिंतनशील सोच कौशल विकसित करें स्थितियों के बारे में दिवास्वप्न करे अगर वास्तविकता में यह स्थिति है तो क्या संभव समाधान हो सकता है और आप तर्क और कल्पना और वन्य सोच के बीच कूदते हैं एक तरफ बाएं मस्तिष्क का तार्किक सोच है और दूसरी तरफ दाहिने मस्तिष्क की कल्पनाशील वन्य सोच है आप दोनों के बीच कूदते हैं और अपने ज्ञान और अंतर्ज्ञान आधार का निर्माण करते हैं अनुसंधान और कल्पना करने के बारे में अधिक जानें और समय और स्थान की खोज करें जहां आप सबसे अच्छा सोच सकते हैं और वहाँ आप समाधान के लिए एक संकल्प का पता लगा सकते हैं जब आप कहते हैं कि कुछ सोच गहन है तो समस्या को सुलझाने के इरादे एक विशेष स्थिति पर केंद्रित है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम हमेशा उन समस्याओं का सामना करते हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता होती है एक समस्या एक मामले के बारे में है जो यह तय करना मुश्किल है कि क्या करना है या मुद्दे के बारे में जहां यह तय करना मुश्किल है कि क्या करना है एक समस्या एक मुश्किल स्थिति या एक मुद्दा या एक व्यक्ति या कोई प्रश्न है जिसमें संदेह अनिश्चितता और कठिनाई शामिल है और एक प्रश्न का उत्तर देने या हल करने की आवश्यकता है और समस्या को हल करने में एक मानसिक प्रक्रिया है मानसिक प्रक्रिया समस्या का पता लगाती है समस्या का विश्लेषण करती है और फिर बाधाओं को दूर करने और चिह्नित करने के लिए समस्या का समाधान करती है की विशेष मुद्दे में सबसे अच्छा समाधान क्या है कहो हम एक समस्या दे रहे हैं सबसे पहले आप समस्या को परिभाषित करे आपके द्वारा काम कर रहे उद्योग में अनुपस्थिति अधिक है X तब आप क्या करते हैं आपको कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच और प्रकार की जाँच करके इसे मान्य करना होगा और फिर आप एक बार जब पुष्टि करते हैं कि यह एक समस्या है और अनुपस्थिति उत्पादन में बाधक है तो आप जानकारी इकट्ठा करते हैं फिर आपको इसे युक्तिसंगत बनाना होगा की यह एक समस्या है जो उद्योग की घटती उत्पादकता के लिए पर्याप्त है तब आप जानकारी इकट्ठा करते हैं जब आप जानकारी एकत्र कर रहे हैं तो आप कई हितधारकों के साथ बात कर सकते हैं आप कर्मचारियों के पर्यवेक्षक के साथ बात कर सकते हैं आप उस विशेष उद्योग के अस्पतालों के साथ बात कर सकते हैं आप उस विशेष उद्योग के अस्पताल में डॉक्टरों के साथ बात कर सकते हैं आप स्वयं कर्मचारियों के साथ बात कर सकते हैं आप शीर्ष प्रबंधन के लोगों के साथ बात कर सकते हैं सभी समय जानकारी के कई स्रोत सभी समय जानकारी के एकल स्रोत की तुलना में बेहतर है कि कर्मचारियों की अनुपस्थिति क्यों हो रही है और जो लोग अनुपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं वे यह भी बताएंगे कि अनुपस्थिति क्यों है और अध्ययन और विश्लेषण करके उन्होंने जानकारी एकत्र की क्योंकि आपको यह देखना है कि क्या जानकारी हितधारकों के अनुरूप है या नहीं और डेटा और सूचना के माध्यम से जानकारी विरोधाभासी है या नहीं कठिन डेटा और उपलब्ध जानकारी के माध्यम से मान्य किया गया है या नहीं तब संभव समाधान हो सकते हैं एक संभव समाधान यह है कि वहां अनुपस्थिति है क्योंकि लोग अत्यधिक गर्मी की स्थिति में काम कर रहे हैं जिससे उनके शरीर को कुछ समस्या हो रही है और एक अन्य कारण यह हो सकता है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न गैसोंवायु के उत्सर्जन के कारण उनके कर्मचारी अधिक संयुक्त दर्द का सामना कर रहे हैं इसलिए अस्पतालों में अक्सर रिपोर्टिंग होती है यह जानकारी आपको पता चल सकती है और साथ ही साथ उसे उद्योग में काम करने के कारण वे अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं इसलिए एक समाधान यह हो सकता है कि हमें यह जांचना होगा कि कर्मचारियों की स्वास्थ्य समस्या का समाधान करने के लिए वे किस स्वास्थ्य सुविधा में सुधार कर रहे हैं एक और उपाय हो सकता है कि कर्मचारी के अनुपस्थित के कारण लंबित कार्य होगा और ये लंबित नौकरियों के लिए और लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए वे स्वयं ओवरटाइम कर सकें जिससे एक और संभावना होगी संभावना यह है क्योंकि ओवरटाइम दर सीधे समय 16 से 37 या सामान्य समय से अधिक है इसलिए वे अधिक अर्जित करने के लिए शायद वे ओवरटाइम कर रहे हैं और आपके पास इसके लिए सबूत हैं जो व्यक्ति शेष से अनुपस्थित हैं वे ही अक्सर ओवरटाइम कर रहे हैं तो यहा एक समाधान शायद ओवरटाइम को गिरफ्तार करना है जैसे कि आपके पास ओवरटाइम की समस्या से निपटने के लिए कई संभावित समाधान हैं इसलिए अनुपस्थिति की समस्या से निपटें इसलिए एक बार जब आप हर मुद्दे के प्लस और माइनस लेकर गंभीर रूप से समाधान का मूल्यांकन करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि कौन सा समाधान हो सकता है जो उद्योग के लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है और उद्योग एक्स के लिए कम हानिकारक और जानकारी और तर्क के साथ और समझने कि सबूत के साथ और डेटा के साथ आप एक विशेष समाधान के लिए आ सकते हैं यदि आप उद्योग में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करते हैं तो अधिक संभावना है कि लोग अपने कर्तव्य में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं ऐसा करने में कोई विफलता नहीं होगी मूल रूप से काम करने के लिए रिपोर्ट करने में विफलता अनुपस्थित है और फिर हम समाधान को लागू करते हैं समाधानों को निष्पादित करें अस्पताल की सुविधाओं का विस्तार करें कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें फिर तीन महीने बाद या 4 महीने के बाद आप समाधानों की व्यावहारिकता का मूल्यांकन करें समाधान को लागू करने से क्या कर्मचारियों की अनुपस्थिति कम हो रही है यदि उत्तर हां है तो आपका समाधान अच्छी तरह से काम कर रहा है यदि उत्तर नहीं है इसका मतलब है की समाधान उचित नहीं है इस समस्या के कुछ अन्य समाधान होगे फिर से आप चरण 1 से चरण 7 तक शुरू करे जो यहां दिखाए गए है और क्लास रूम की कई स्थितियों में गहन सोच और समस्या को हल करने का बढ़ावा देने के लिए हमें उस पर अपने छात्रों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है इसलिए अलग अलग शिक्षाएँ हैं या शिक्षण के तरीके हैं जिससे छात्रों को यह गहन समस्याएँ गहन सोच और समस्या हल करना सिखाया जा सकता है बिजनेस स्कूल मे आपको समूह चर्चा केस स्टडी सिमुलेशन संरचित अभ्यास गहन घटनाएं और विवादास्पद बहस पाएंगे ये कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग से क्लास रूम में गहन सोच और समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है एक महत्वपूर्ण अंक यह है कि महत्वपूर्ण विचारक और समस्या समाधानकर्ता जानकारी के रिसीवर नहीं हैं लेकिन वे समस्याओं को हल करने के लिए जानकारी के उपयोगकर्ता हैं एक अंक मैं अंत में उल्लेख करना पसंद करता हूं कि पहले आपने समस्या निवारण तकनीकों और महत्वपूर्ण सोच के उपकरणों के बारे में अध्ययन किया है लेकिन यहां आपको समस्या को हल करने की आवश्यकता है और गहन सोच में बाएं और दाएं मस्तिष्क दोनों शामिल हैं कभी कभी तार्किक और राष्ट्रीय जानकारी की आवश्यकता होती है और अन्य समय आपको सहज और रचनात्मक जानकारी की आवश्यकता होती है तो मस्तिष्क के दोनों हिस्से महत्वपूर्ण सोच और समस्या को हल करने में शामिल हैं और विभिन्न क्षेत्र जो विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं उन्हें यहां दिखाया गया है